नमस्कारआप सब छात्रों का स्वागत है तो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे

क्रेडिट पालिसी वेरिएबल्स के रूप में कहा जाता है ठीक है अब हम कलेक्शन पालिसी एंड प्रोसीजर अच्छी नहीं है वे किसी भी तरह का क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाएंगे इसलिए क्रेडिट मानकों के अनुसार कंपनियां आमतौर पर अपने ग्राहकों को तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित करती हैं यह A श्रेणी ग्राहक B श्रेणी ग्राहक और C श्रेणी ग्राहक में विभाजित है ठीक है A श्रेणी ग्राहक उत्कृष्ट ग्राहक हैं B बीच में हैं और C अंतिम चरण में हैं उदाहरण के लिए यदि फर्म केवल वस्तुसूची में बदलना चाहती है तो वे C श्रेणी के ग्राहकों के बारे में सोच सकते हैं यदि जोखिम स्वीकार्य स्तर पर है वे इसके लिए जा सकते हैं अन्यथा फर्म इसे इन्वेंट्री के रूप में रखना और इन्वेंट्री लागत को वहन कर सकते हैं लेकिन कभी कभी कंपनियां इन्वेंट्री सहित कई अन्य लागत होती है वे इसे क्रेडिट पर खरीदार को देते हैं और बेचने वाली कंपनी और खरीदने वाली कंपनी के बीच यह एक समझौता होता है समझौता इस तरह है आप उत्पाद को बाजार में और लोगों को देते हैं और बिक्री से संग्रह के बाद आप हमारे हिस्से को कंपनी को वापस भेज सकते हैं और आपके साथ आपका मुनाफा रख सकते हैं इसलिए जिन कंपनियों के क्रेडिट मानक बहुत अच्छे और सख्त होते हैं वे केवल A श्रेणी के ग्राहकों को ही क्रेडिट देना पसंद करते हैं न कि B और C श्रेणी के ग्राहकों को लेकिन कभी कभी केवल A श्रेणी के ग्राहकों को क्रेडिट या नकद पर बेचकर लक्षित बिक्री को पाना मुश्किल हो जाता है ऐसे में कभी कभी अल्पकालिक या लंबी अवधि के आधार पर क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करने की कुछ समय बाद कंपनियां अपने क्रेडिट मानकों का उदारीकरण भी करती है कभी कभी उनमें ग्राहकों की B श्रेणी भी शामिल होती है यदि बाजार में उत्पाद बेचने की समस्या हो तो ग्राहकों की C श्रेणी को ध्यान में लाया जाता है मैं आपसे पिछली कक्षाओं में मारुति के बारे में बात कर रहा था मारुति विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से इसके अधिकांश आदानों के लिए निर्भर है गियरबॉक्स के अलावा मारुति कुछ भी निर्माण नहीं करती है तो इसका मतलब है कि मारुति A श्रेणी का खरीदार है क्योंकि मारुति कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं होगी वे लंबी क्रेडिट अवधि के लिए पूछ सकते हैं और उस निर्मित अवधि के लिए भी वे विक्रेता को अपने क्रेडिट की बिक्री के साथ ब्याज को लोड करने की अनुमति देते हैं इसलिए मारुति सुजुकी या सुजुकी इंडिया लिमिटेड को जो भी बिक्री किया जाता है उसे कोई समस्या नहीं होती है जो कंपनी की प्रतिष्ठा के कारण पूरी तरह से सुरक्षित हैं इसी तरह कोई भी अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनी जो क्रेडिट पर खरीदारी कर रही है और फिर वे नियत तारीख पर भुगतान कर रहे हैं तो उनका क्रेडिट सुरक्षित रहता है अब C श्रेणी के ग्राहकों के बारे में बात करते हैं मैं आपके साथ वीडियोकॉन ओनिडा जैसी कंपनियों के बारे में बात कर रहा था आज की तारीख में वे खरीदारों की C श्रेणी हैं क्रेडिट पर उन्हें आपूर्ति करने से किसी को भी उच्च जोखिम हो सकता है वे कह सकते हैं कि फंड और लिक्विडिटी होने पर ही वे आपको भुगतान वापस करेंगे वे ग्राहकों की C श्रेणी में हैं क्योंकि उनका स्वयं का प्रदर्शन बाजार में संदिग्ध हो गया है वे रिटेलर विक्रेताओं के माध्यम से या वितरण चैनलों के माध्यम से उपभोक्ताओं को अंतिम उत्पाद बेच रहे हैं जो केवल उत्पाद को स्टोर में रखते हैं और इसे लोगों को देने में सक्षम होते हैं तभी राशि वापस देते हैं अन्यथा इसे अपने स्टोर में रखे रहते हैं तो इसका मतलब है कि रिटेलर उन्हें अपने टीवी या फ्रिज या वॉशिंग मशीन रखने के लिए अपने शेल्फ पर जगह की अनुमति दे रहा है और वह कंपनियों की मदद करने के लिए तैयार है इस प्रकार की कंपनियों के लिए यह काफी है इसलिए वे विभिन्न श्रेणी के ग्राहकों को चुनने की स्थिति में नहीं हैंA श्रेणी या B श्रेणी के ग्राहकों या C श्रेणी के ग्राहकों को बेच रहे हैंजो उन सभी के लिए समान हैं आमतौर पर वे ग्राहकों की C श्रेणी को बेचते हैं इसका मतलब यह है कि यदि ग्राहक बाजार में बिक्री करने में सक्षम है और बिक्री की राशि एकत्र करता है और फिर वे वीडियोकॉन या ओनिडा को भुगतान वापस कर देंगे अन्यथा वे नहीं कर सकते इसलिए जब हम क्रेडिट मानकों के बारे में बात करते हैं तो यह कठोर या उदार या बीच में हो सकता है इसलिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम मानक कैसे निर्धारित करते हैं जब कंपनी का उत्पाद बहुत अच्छा होता है उदाहरण के लिए कार खंड में होंडा या सुजुकी या अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारत में अच्छा कर रही हैं उनका अपना क्रेडिट मानक हो सकता है कुछ कंपनियां हैं जैसे फिएट या जनरल मोटर्स जिनके उत्पाद भारत में पसंद नहीं किए जाते हैं हालांकि वे अच्छे उत्पाद हैं लेकिन लोगों को होंडा या हुंडई उत्पादों या शायद सुजुकी उत्पादों में ज्यादा दिलचस्पी है इसलिए जो कंपनियां व्यापार करने में सक्षम नहीं हैं उनके क्रेडिट मानकों को उदार करना पड़ता है कुछ कंपनियां जिनके पास अच्छी प्रतिष्ठा है वे सख्त क्रेडिट मानक को अपनाते हैं उदाहरण के लिए सैमसंग सैमसंग वह कंपनी है जो अपने डीलरों और वितरकों को कंपनी की शर्तों पर व्यापार करने की उम्मीद करती है वे डीलरों और यहां तक कि रिटेलर भेजने के लिए कहते हैं यह सैमसंग को ऑर्डर देने के लिए डीलर पर निर्भर नहीं है जैसे मुझे 10 20 या 30 रंगीन टीवी चाहिए यह सैमसंग पर निर्भर है कि जब उनके पास अधिशेष स्टॉक होगा यह किसी विशेष स्थान पर एक डीलर के पास जाएगा उसे उस आदेश को स्वीकार करना होगा और बाजार में उत्पाद बेचना होगा तो सैमसंग के मामले में वे कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हैं और अगर वे क्रेडिट भी दे रहे हैं जो केवल न्यूनतम अवधि के लिए है और वह भी केवल बाजार में रिटेलर विक्रेताओं की सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए इसलिए हमें उधारकर्ताओं का विश्लेषण करना होगा और तदनुसार हमें मानक निर्धारित करना होगा यदि उधारकर्ता A श्रेणी का है तो उनके लिए मानक बहुत उदार होना चाहिए क्योंकि भुगतान सुरक्षित है लेकिन C श्रेणी के लिए कंपनी को बहुत सख्त होना चाहिए उन्हें कई कोणों से विश्लेषण करना होगा ताकि भुगतान हो सुरक्षित किया जा सके फिर हम दूसरे बिंदु के बारे में बात करते हैं जो कि क्रेडिट टर्म्स है कैश डिस्काउंट एक विकल्प है जो खरीदार को दिया जाता है क्या आप क्रेडिट पर किसी विशेष आपूर्तिकर्ता से खरीदना चाहते हैं या आप कैश डिस्काउंट चाहते हैं आप क्रेडिट पर खरीदना चाहते हैं और एक कंपनी की मानक क्रेडिट अवधि एक महीने की है तो उस स्थिति में आप कंपनी से क्रेडिट पर उत्पाद खरीदते हैं और आप इस कंपनी को 30 दिनों के बाद भुगतान करते हैं यह एक अवधि है दूसरा शब्द नकद छूट हैं तो वह कैश में खरीद कर कैश डिस्काउंट का आनंद ले सकता है यहां तक कि वह विकल्प का लाभ उठाकर बैंक से धन उधार लेकर नकद छूट का लाभ उठा सकता है यह प्रति माह 2 है इसलिए इसका मतलब है कि 24 प्रति वर्ष खरीदार अपने पास जो विकल्प है उनमें तुलना करता है क्योंकि बैंक फंड 18 पर उपलब्ध हैं और यदि खरीदार छूट का लाभ नहीं लेता है तो वह 24 लागत का भुगतान करने जा रहा है अब उसे प्रत्येक विकल्प को तौलना होगा और चुनाव करना होगा यदि उसके पास कोई लिक्विडिटी लिखा जाता है यहां "टू बाई टेन नेट थाटी" का मतलब है कि खरीदार को 10 दिनों के भीतर भुगतान करने की अनुमति दी जाति है और फिर वह 2 छूट का लाभ उठा सकते हैं अन्यथा आपको कोई छूट नहीं मिलेगी लेकिन आपकी सामान्य क्रेडिट अवधि 30 दिनों की है तो क्रेडिट अवधि हैं तो ये महत्वपूर्ण हैं और हर फर्म को अपनी सामान्य क्रेडिट अवधि तय करनी होगी क्योंकि भारत में क्रेडिट की अवधि 30 से 45 दिनों के बीच होती है कुछ मामलों में यह 60 दिनों तक का भी होता है कुछ अच्छी फर्मों के लिए क्रेडिट अवधि 2 महीने से अधिक भी हो सकती है लेकिन सामान्य एवरेज 35 से 45 दिनों के बीच होती है और कुछ मामलों में यह 60 दिन होती है इसलिए जो फर्म ऋण देने जा रही है उसे यह तय करना होगा कि सामान्य तौर पर वे किस क्रेडिट अवधि पर देने जा रहे हैं यह उनकी ब्रांड इक्विटी उनकी प्रतिष्ठा उनके उत्पाद की विश्वसनीयता बाजार में उत्पाद की स्वीकार्यता मूल्य निर्धारण उत्पाद गुणवत्ता वितरण और बाजार में उत्पाद की मांग पर निर्भर करता है अगर यह हॉटकेक की तरह बिक रहा है तो क्रेडिट अवधि न्यूनतम हो सकती है कभी कभी कंपनियां एक नए बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रयास करती हैं जब कंपनियों को नए बाजारों में प्रवेश करना होता है तो उस स्थिति में उन्हें शुरू में क्रेडिट पर उत्पादों को बेचना पड़ता है एक नए बाजार के लिए क्रेडिट अवधि मौजूदा बाजार की क्रेडिट अवधि से अलग होती है कभी कभी क्रेडिट की अवधि बढ़ाई जा सकती है अगर इन्वेंट्री बहुत ज्यादाजमा हो रहा हो तो क्रेडिट अवधि में अल्पकालिक परिवर्तन हो सकते हैं जो सामान्य रूप से 30 दिनों का होता है जब शेयर तेजी जमा हो रही है और बाजार में मांग सुस्त है तो हम अपने मानकों को शिथिल कर सकते हैं और 30 दिनों से लेकर 45 दिनों तक क्रेडिट अवधि बढ़ा सकते हैं ठीक है एक और उपलब्ध विकल्प छूट दे रहा है आदेश के आधार पर सामान्य रूप से छूट 1 से 2 रहती है यदि ऑर्डर का आकार बहुत बड़ा है तो 1 छूट और यदि यह छोटा है तो यह 2 हो सकता है यह छूट खरीदारों को आकर्षित कर सकती है और विक्रेता को महंगी भी नहीं है तो हर कंपनी के पास इन दो वेरिएबल क्रेडिट अवधि बहुत कठोर स्पष्ट होनी चाहिए जब कंपनियां क्रेडिट पर बेच रही होती हैं तब वे ऋण वसूली विभाग बनाते हैं जब बिक्री विभाग से बिक्री होती है तो वह चालान सेल डिपार्टमेंट पूर्ण विकसित विभाग है डेट कलेक्शन डिपार्टमेंट पूर्ण विभाग है जिसका काम क्रेडिट बिक्री का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए है अलग अलग अवधि जैसे सप्ताह के महीनों में पखवाड़ा कितने या कौन से ऑर्डर प्राप्त होने के कारण बन रहे हैं कौन सा भुगतान प्राप्त होने के कारण बन रहा है हमारे पास 1234567 जैसी अलग अलग तारीखें हैं और हम एक उचित रिकॉर्ड बना रहे हैं जैसे कि पहले दिन पर तीन भुगतान अपेक्षित हैं दूसरे दिन 5 भुगतान अपेक्षित हैं तीसरे दिन पर 4 भुगतान अपेक्षित हैं प्रत्येक संग्रह 1 लाख का है तो पहले दिन पर इस विभाग द्वारा 3 लाख रुपये एकत्र किए जाने चाहिए इसलिए यह तभी संभव है जब कंपनी एक उचित डेट कलेक्शन डिपार्टमेंट बनाए रखे और विभाग ऋण बिक्री के उचित रिकॉर्ड का रखरखाव कर रहा हो इन दिनों भारत में एक नया चलन आया है लेकिन यह पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप जैसे देशों में अस्तित्व में है आम तौर पर क्रेडिट पर बेचने वाली एक फर्म एक एजेंसी की मदद ले सकती है जिसे फैक्टर को भी बनाए रखते हैं एक कंपनी जो क्रेडिट पर बेच रही है वह अपने डेट कलेक्शन डिपार्टमेंट के पास ऋण संग्रह विभाग को बनाए रखने के लिए एक लागत लोग स्थान कुछ उपकरण और मासिक लागत और वार्षिक लागत है जो हमारी बिक्री को बहुत महंगा बनाती है खासकर जब हम उधार पर बेच रहे हैं तो कंपनियां एक तुलनात्मक विश्लेषण कर सकती हैं कि डेट कलेक्शन डिपार्टमेंटको नष्ट कर देते हैं जैसा कि ऋण संग्रह विभाग को हटा दिया जाता है यह कंपनी के लिए लागत बचाता है इस संग्रह किए गए कार्य को इस बाहरी एजेंसी में स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसे फैक्टर को खरीदार द्वारा स्वीकार किए गए चालान जब मिलता है तो उसे फैक्टर के पास भेज दिया जाता है और उस चालान को तब तक बनाए रखा जाता है जब तक कि क्रेडिट अवधि समाप्त नहीं हो जाती नियत तारीख के दिन या शायद एक दिन पहले फैक्टर द्वारा अदायगी भेजा जाता है तो दो व्यवस्थाएं हो सकती हैं या तो भुगतान करने वाली कंपनी फैक्टर को भुगतान कर सकती है या भुगतान करने वाली कंपनी सीधे विक्री करने वाली कंपनी को भुगतान कर सकती है बाद के मामले में फैक्टर को भुगतान के बारे में सूचित किया जा सकता है और फैक्टर आवश्यक प्रविष्टियां कर सकता है लेकिन कुछ मामलों में जब खरीदार द्वारा विक्रेता को भुगतान में देरी होती है तो कुछ नोटिस या कुछ कानूनी काम करने होते हैं पहले वे सामान्य और सरल चीजें जैसे उन्हें याद दिलाने फोन कॉल करने की कोशिश करेंगे अगर वे नहीं सुन रहे हैं तो वे उन्हें लिखित में एक साधारण नोटिस देंगे फिर भी वे नहीं सुन रहे हैं कानूनी नोटिस उन्हें भेजा जाएगा अगर ये सभी चीजें काम नहीं कर रही हैं तो फैक्टर राशि की प्राप्ति और ग्राहक के नाम के बारे में कंपनी को सूचित करेगा हमने इसे अपने स्तर पर सबसे अच्छा करने की कोशिश की और वह जवाब नहीं दे रहा है या भुगतान करने से इनकार कर दिया है तो कृपया हमें बताएं कि क्या करना है इसलिए कुल अधिकार इस कंपनी द्वारा फैक्टर्स को काम प्रदान करते हैं इस फैक्टर्स से कई अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं जो मैं आपको उचित समय पर समझाऊंगा फैक्टर न केवल ऋण संग्रह कार्य करता है बल्कि भुगतानकर्ता को याद दिलाकर उसे पत्र लिखकर उसे साधारण नोटिस जारी करके या कानूनी नोटिस देकर बेचने वाली कंपनी की मदद भी करता है तो फैक्टर बेचने वाली कंपनी को खरीदने वाली कंपनी से भुगतान का एहसास करने के लिए संभावित सीमा तक मदद करते हैं यदि यह संभव नहीं है तो वे बिक्री कंपनियों को इस बात की रिपोर्ट करते हैं कि आपका भुगतान बकाया था और उन्होंने भुगतान नहीं किया है हमको जो कुछ करना था हमने किया हैअब आप देख सकते हैं कि क्या करना है इसलिए कलेक्शन पालिसी एंड प्रोसीजर स्पष्ट होनी चाहिए यह कठोर होना चाहिए ताकि कोई भी भुगतान में देरी न करे उन्हें यह महसूस नहीं करना चाहिए कि अगर हम भुगतान नहीं करते हैं तो भी कुछ नहीं होने वाला है ब्याज की दंड दर के लिए भी प्रावधान होना चाहिए देरी अगर 234 दिनों के लिए है तो कोई समस्या नहीं हो सकती है यदि वह एक सप्ताह या 15 दिनों तक भुगतान में देरी करता है तो उसे ब्याज की दंड दर का भुगतान करके दंडित किया जाना चाहिए इसलिए यह कलेक्शन पालिसी एंड प्रोसीजर पर चर्चा पूरी की जोकि दूसरी महत्वपूर्ण संपत्ति है पहले हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक और बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति है क्योंकि यह तीसरी महत्वपूर्ण संपत्ति है हमें बहुत कुशलता और ईमानदारी से नकदी का प्रबंधन करना होगा अन्यथा यह समस्या पैदा करेगा और वित्तीय लागत में वृद्धि का कारण बन सकता है तो आइए हम तीसरी वर्तमान संपत्ति के प्रबंधन के बारे में जानें अर्थात् कैश मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो आप सोचते हैं कि नकदी में क्या प्रबंधन करना है यह बहुत सरल है अगर हमारे पास नकदी है तो हम इसे अपने पास रख सकते हैं यहां प्रबंधन करने के लिए क्या विशेष है लेकिन हम बात कर रहे हैं कंपनी के पास मौजूद कैश की

इन्वेंट्री करने में सक्षम नहीं हैं तो यह लागत का कारण बन सकता है और यह एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जहां लागत रिटर्न से अधिक है और अंततः हम नुकसान कर रहे हैं ठीक है इसलिए इन्वेंट्री है और इसकी एक लागत है जब हम एक बड़े आकार की कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं हम 10 20 30 40 लाख कैश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम हजारों लाखों कैश के बारे में बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए कोका कोला और पेप्सी जैसी कुछ कोल्ड ड्रिंक कंपनियों का नकदी संग्रह लाखों में है वे दैनिक आधार पर नकदी एकत्र करते हैं और इसे बैंकों में जमा करते हैं और बैंक उनकी नकदी का प्रबंधन करते हैं इसलिए जब संग्रह लाखों और करोड़ों में हो तो उस स्थिति में कुल संग्रह के किस भाग को नकद के रूप में रखा जाना चाहिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज या किसी अन्य प्रकार की परिसंपत्तियों में कितना निवेश किया जाना है और नकदी रखने में क्या लागत शामिल है नकदी की कमी होने पर क्या परिणाम होते हैं इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कैश मैनेजमेंट के बाहर जाने या अंदर आने के बारे में बात करते हैं तो हमें सावधान रहना होगा इसका मतलब यह है कि फर्म नकदी को जमा किए हुए हैं उदाहरण के लिए कोका कोला और पेप्सी वे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से हर दिन नकदी इकट्ठा करते हैं इसलिए नकदी फर्म केअंदर आती है कंपनी द्वारा विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को जैसे पानी कच्चे मालबिजली इत्यादि को भुगतान किया जाता है कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाता है या अन्य कार्यालय खर्चों के लिए भुगतान किया जाता है तो नकदी खर्च होता है उदाहरण के लिए कंपनी क्रेडिट आधार पर बोतलें कवर ग्रेट्स खरीदती है और भुगतान कुछ समय के बाद करना पड़ता है तो फर्म में नकदी आ रहा है और फर्म से बाहर भी जा रहा है दैनिक आधार साप्ताहिक आधार या मासिक आधार पर कितनी नकदी प्रवाहित हो रही है और फर्म से नकदी कैसे निकल रही है एक विशेष समय पर उपलब्ध नकदी का शुद्ध संतुलन क्या है तो इस कारण से हर फर्म नकद बजट बनाती है यदि वे बहुत कुशल हैं और उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं तो वे साप्ताहिक बजट तैयार करते हैं वे जानते हैं कि अगले 5 या 6 दिनों में हमारे पास कितनी नकदी प्रवाहित हो रही है और विभिन्न भुगतानों के कारण कितनी नकदी बह रही है नेट बैलेंस क्या है जो हमारे साथ होने वाला है शुद्ध संतुलन अधिशेष हो सकता है यह तब अधिशेष होने वाला है जब रसीदें भुगतान से अधिक हैं और भुगतान रसीदों से अधिक होने पर घाटा हो सकता है इसलिए अगर सरप्लस होने वाला है तो आपको यह तय करना होगा कि कितना कैश रखना है और कितना निवेश करना है यदि अधिशेष बड़ा है तो इसे कैसे प्रबंधित किया जाना है इस प्रश्न का तुरंत उत्तर दिया जाना है ताकि आप समय न गवाएं इसका मतलब यह है कि जब आप अधिशेष नकद प्राप्त करते हैं तो यह राजस्व में जाता है जहां इसे निवेश किया जाना चाहिए अगर स्थिति उलटी हुई अगले 5 या 6 दिनों के लिए बजट तैयार करते समय हमें पता चला कि नकदी की कमी है जैसा कि हम अग्रिम में जानते हैं इसका मतलब है हमें समय के भीतर अच्छी तरह से व्यवस्थाओं को बनाना होगा शायद एक हफ्ते पहले उदाहरण के लिए अगले गुरुवार तक फिर हमें 10 लाख नकद का भुगतान करने की आवश्यकता होगी यह कहां से आएगा हम कंपनियों में नकदी को स्तर से परे नहीं रखते हैं हमें बैंक से व्यवस्था करनी पड़ सकती है या मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेचना पड़ सकता है अगर हम अपना कैश ठीक से प्लान करते हैं तो हमें पता चल जाएगा इसलिए अधिशेष बाजार में निवेश किया जाता है और घाटा होने पर विभिन्न स्रोतों से नकदी की व्यवस्था करी जाती है फिर अंत में हमें एक संतुलन बनाए रखना चाहिए इसके लिए कैश मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है फिर हम कॅश फ्लौस विदिन दी फार्म की जिम्मेदारी है तो इसका मतलब है कि फर्म के भीतर नकदी पर्याप्त रूप से प्रवाहित होनी चाहिए ताकि नकदी की कोई कमी न हो और नकदी की भी प्रचुरता न हो इसलिए यहां हम सीखते हैं कि नकदी का ऑप्टिमम चर्चा की शुरुआत से मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि किसी भी समय कितना नकद होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया आवश्यक स्तर से अधिक इन्वेंट्री खराब है आवश्यकता से अधिक क्रेडिट बिक्री खराब है और इसी तरह नकदी का आवश्यक स्तर से अधिक भी खराब है इसलिए हम मौजूदा परिसंपत्तियों के उच्च स्तर को रखने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं कारण वे महंगी संपत्ति हैं और यदि कोई अतिरिक्त निवेश इन परिसंपत्तियों में किया जाता है जो सीधे अतिरिक्त लागत का भुगतान करने के साथ समाप्त हो जाएगा और इन निवेशों पर रिटर्न बहुत कम है इसलिए हमें नकदी का ऑप्टिमम स्तर बनाए रखना होगा ताकि न तो यह अधिक हो और न ही यह कम हो नकदी तब उपलब्ध होनी चाहिए जब हमें इसकी आवश्यकता हो और यह बहुतायत में न हो यदि यह बहुतायत में है तो यह अप्रयुक्त पड़ा रहेगा और हम इसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे उदाहरण के लिए यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जैसी दो कंपनियों की बैलेंस शीट देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में आपको लाखों या करोड़ों या अरबों रुपये की नकदी बैलेंस शीट में मिलती है अब उस कंपनी में वह नकदी क्या कर रहा है इसका मतलब है कि वे नहीं जानते कि नकदी का प्रबंधन कैसे किया जाए इसका मतलब है कि पीएसयू राशि बनाए रखते हैं सरप्लस अप्रयुक्त या उच्च मात्रा में नकदी पीएसयू की तुलना में निजी क्षेत्र की कंपनियों में उपलब्ध नहीं होगी इसलिए कैश मैनेजमेंट का शेष भाग काफी दिलचस्प है जिस पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद